सभी को नमस्कार इस सप्ताह के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे और अंतिम लेक्चर में हमने वेरियस सेंटीमेंट लैक्सिकोंस के बारे में बात की जो हमारे लिए उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग आप सेंटीमेंट एनालिसिस से संबंधित डिफरेंट टास्कस के लिए कर सकते हैं इस प्रकार इस लेक्चर में हम जो कर रहे हैं वह यह होगा कि मान लीजिए कि आपको इन शब्दों के बारे में स्वयं सीखना है बिना प्रत्येक शब्द को सेंटीमेंट पोलैरिटी के साथ मैनुअली लेबल करना होगा तो क्या कुछ पॉसिबल अप्रोच हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं जब आप देखेंगे कि अधिकांश शब्द अंग्रेजी भाषा के लिए बनाए गए हैं तो अन्य भाषाओं के लिए बहुत सारे काम नहीं हैं तो मान लीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए एक लेक्सीकौन बनाना चाहते हैं यह इंडियन लैंग्वेज हो सकती है इसलिए आप हिंदी बंगाली और तमिल के लिए निर्माण करना चाहते हैं तो आप इस समस्या से कैसे अप्रोच शुरू करते हैं आप हमेशा सभी शब्दों को ले सकते हैं और लोगों को मैन्युअल रूप से एनोटेट करते हैं लेकिन वहाँ कुछ ऑटोमेटेड अप्रोच है और यही कारण है कि आप कुछ कंसेप्ट को भी देखेंगे जिनके बारे में हमने इस कोर्स में बात की है कि वे इस कार्य को करने में कैसे उपयोगी हो सकते हैं इसलिए जब मुझे लगता है कि मुझे निर्माण करना है तो मुझे अपने लेक्सिकॉन में विभिन्न शब्दों की पोलैरिटी को सीखना होगा बेसिक आइडिया क्या हो सकता है जिसके साथ मैं शुरू कर सकता हूं तब किसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस से इनट्यूशन फिर से आ सकता है कि जब सिंपल आइडिया के शब्द एक साथ मिलते हैं या डिफरेंट पोलैरिटी के शब्द एक साथ कैसे मिलते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां हम कह रहे हैं कि एडजेक्टिव के बारे में सोचें जो एंड से जुड़े हैं क्या उनमें समान पोलैरिटी होगी मान लीजिए आप एक सेंटेंस लेते हैं और आप फेयर और लेगीटीमेट देखते हैं तो आप शायद कह सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में समान पोलैरिटी है आप बता नहीं सकते इंडिविजुअल शब्द की पोलैरिटी क्या है लेकिन अगर वे एंड फेयर और एंड लेगीटीमेट की तरह आते हैं आप देख पाएंगे कि उनमें समान पोलैरिटी होगी यहाँ भी करप्ट और ब्रूटल इन दो शब्दों में समान पोलैरिटी है अब क्या आप यहां कुछ समान संकेत दे सकते हैं कि क्या दोनों शब्दों में डिफरेंट पोलैरिटी होगी इसलिए उन मामलों के बारे में सोचें जहां आप कहते हैं यह फेयर है लेकिन ब्रूटल है आपको पता होगा कि फेयर और ब्रूटल दोनों शब्दों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट होगी अब क्या इस तरह के सिंपल इनट्यूशन से हमें सेंटीमेंट लेक्सीकौन जानने में मदद मिल सकती है अगर आपको कुछ मेथडस का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना होगा इसलिए हम देख सकते हैं कि इस मेथड से हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि इस इंडिविजुअल शब्द की पोलैरिटी क्या है लेकिन अगर मैं एक शब्द की पोलैरिटी को जानता हूं अगर वे किसी तरह के कनेक्टिविटी जैसे एंड और बट के साथ आते हैं तो मैं दूसरे शब्दों के लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं तो मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह पॉजिटिव शब्दों की सूची और कुछ नेगेटिव शब्दों की सूची के साथ शुरू हो सकता है तो मैं कुछ w 1 w 2 w 1 प्राइम w 2 प्राइम इत्यादि तो यह कुछ बहुत ही सरल सूची हो सकती है जो आप उस से शुरू करते हैं जो आपने मैन्युअल रूप से बनाई होगी आप आगे क्या करेंगे आप जानते हैं कि मेरे पास एक ही पोलैरिटी में जो शब्द हैं वे निश्चित कनेक्टिविटी के साथ एक कॉर्पस में हो सकते हैं तो अब आप एक बड़े कॉर्पस में जाएंगे यह वेब या आपके किसी भी कॉर्पस में हो सकता है और यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या ये शब्द कुछ कनेक्टिविटी के साथ अन्य शब्दों के साथ आ रहे हैं और उसके लिए आप सिर्फ फेयर को सर्च कर सकते हैं और जहाँ भी आप फेयरऔर एक्स पाते हैं आप एक्स को एक पॉजिटिव पोलैरिटी प्रदान कर सकते हैं इसी तरह आपको ब्रूटल मिलता है तो आप एक नेगेटिव पोलैरिटी असाइन कर सकते हैं ताकि यह पॉसिबल अप्रोच भी हो सके इसलिए मैं एडजेक्टिव के कुछ सीड सेट से शुरू करता हूं जिन्हें मैं मैन्युअल रूप से लेबल कर सकता हूं या मैं इसे किसी प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं जो कुछ वेबसाइटों से भी प्राप्त किया जा सकता है जो मुझे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव देते हैं अब मान लीजिए कि मुझे कुछ पॉजिटिव मामले मिले हैं एडेक्वेट सेंट्रल फेमस और नेगेटिव मामले जैसे कॉन्टेजियस ड्रंकन इग्नोरेंट इत्यादि तो अब मैं अपने कॉर्पस पर जाता हूं और इनको जोड़ने वाले कुछ कनेक्टिविटी के साथ इन्हें खोजने का प्रयास करता हूं इसलिए यहाँ की तरह इसलिए मैं कनजॉइंड एडजेक्टिव के साथ अपने सीड सेट का विस्तार करना चाहता हूं मैं वेब पर खोज सकता हूं मैं कहूंगा कि यह एडेक्वेट था और इसलिए मैं उन शब्दों का पता लगाऊंगा जो एडेक्वेट के समान संभव विचार कर रहे हैं मान लीजिए मैं इस तरह के कुछ रिजल्ट के लिए खोज करता हूं द रूम वॉस एडेक्वेट एंड क्लीन और तुरंत मैं कहूंगा कि क्लीन शायद एक पॉजिटिव पोलैरिटी टूल होगा और अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने सभी सीड सेटस पर इस विधि को लागू करता हूं सीड सेटस से भी मुझे अन्य एडजेक्टिव मिलते हैं आप इस मेथड को लागू करना जारी रख सकते हैं और आप इस तरह एक ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मैं इस ग्राफ का उपयोग कर रहा हूं जहां नाइस और फेयर कुछ कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं यही कारण है कि यह एक ग्रीन एज है और वे कनेक्टिविटी के साथ दिखाई दे रहे हैं जिसका अर्थ है समान पोलैरिटी इसी तरह यहाँ नाइस और हेल्पफुल कनेक्टिव एंड है फेयर और क्लासी एक साथ नहीं आ रहे लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है इसी तरह हमें ब्रूटल और करप्ट भी मिलते हैं वे तब होते हैं जब कनेक्टिव एंड ब्रूटल और कनेक्टिव एंड इरेशनल के साथ होते हैं लेकिन कुछ रेड लाइनें भी हैं ये क्या हैं जो माना जाता है कि कनेक्टिव के साथ हैं लेकिन ब्रूटल है तब आप कहते हैं कि उनकी ऑपोजिट पोलैरिटी है तो आप अपने ग्राफ में एजइस को इसी तरह लेबल करेंगे तो कुछ ऐसे एजइस होते हैं जिनमें समान पोलैरिटी होती है और अब एक बार जब आप इस ग्राफ को शब्दों के एक बड़े सेट पर बना लेते हैं तो आप कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लागू कर सकते हैं यह कहने के लिए कि इनमें से कौन से शब्द एक दूसरे के साथ ग्रीन एजइस वाले हैं लेकिन कोई लाल एजइस वाला नहीं है यह कुछ मापदंड हो सकते हैं जिनके द्वारा आप इन शब्दों को क्लस्टर कर सकते हैं और यह अंततः आपको डेटा से पॉजिटिव और नेगेटिव उदाहरण दे सकता है तो यह दो ग्राफ का पार्टीशन है और डिफरेंट ग्राफ आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटीमेंट लेक्सिकॉन भी देते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड हो सकता है जो किसी भी भाषा पर लागू किया जा सकता है जब आपके पास सेंटीमेंट के कुछ सीड सेट होते हैं और आपके पास में एक कॉरपस होता है और आप हमेशा अपने नियमों के सेट को बढ़ा सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं आप केवल एंड और बट का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आप कुछ अन्य नियमों का पता लगाते हैं जिनके द्वारा विभिन्न सेंटीमेंट शब्दों को कनेक्ट किया जा सकता है और आप उन नियमों को लागू कर अपने ग्राफ़ में डिफरेंट एजइस को प्राप्त करते हैं तो एक बार जब आप इस मेथड को एक रियल एक्सपेरिमेंट से लागू करते हैं तो उन्हें किस तरह का लेक्सिकॉन प्राप्त होता है आप पॉजिटिव शब्द देखते हैं जैसे डिस्टर्बिग जैनरस गुड ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट मैच्योर इत्यादि ये वे शब्द हैं जो उन्होंने प्राप्त किए हैं जो नॉइसी हैं यह एक बहुत बहुत अच्छा सेट नहीं हो सकता है लेकिन विचार यह है कि आपको बहुत सारे अच्छे उदाहरण मिलेंगे जैसे जैनरस गुडलारज ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट मैच्योर पीसफुल वे सभी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रखते हैं एकमात्र एक्सेप्शन यहां डिस्टर्बिग है वे कुछ अन्य भी हो सकते हैं इसी तरह ये वे शब्द हैं जो वे नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए प्राप्त करते हैं जैसे एमबीगस कौशनससाईनिकल इवेसिव हार्मफुल हाइपोक्रिटिकल और ये सभी नेगेटिव सेंटीमेंट वाले शब्दों को दर्शाते हैं तो यह केवल कुछ शब्दों के लिए एक सीड सेट से सीड लेबल देकर प्राप्त किया गया था और ये जब आप विभिन्न कनेक्टिविटी के साथ शब्दों का पता लगाते हैं तो आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और कुछ एरनेस् मामले होंगे जैसे कौशनस आउटस्पोकन प्लेसेंट नेगेटिव उदाहरणों के कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर इससे अच्छी प्रीसीजन प्राप्त होती है अगर आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस है आपको इस मेथड द्वारा एक बहुत अच्छा सीड सेट संदर्भ समय 0829 मिल सकता है तो यह एक सरल तरीका है जिसे आप अपने सेंटीमेंटल लेक्सिकॉन में कुछ प्रकार के बूटस्ट्रैप पर लागू कर सकते हैं तो कुछ अन्य एल्गोरिदम हैं जो इस कार्य को करने के लिए एक लिटरेचर प्रपोज करते हैं इसलिए हम इनमें से कुछ को देखेंगे हमें टरनी एल्गोरिथ्म पर नजर डालते हैं यह एल्गोरिथम क्या था इस एल्गोरिथ्म ने क्या किया उन्होंने रिव्यू से कुछ उदाहरण लिए वे पहले डेटा से शुरू करते हैं उन्होंने इमोशंस और ऑपिनियंस के साथ लेबल वाले शब्दों के सीड सेट से शुरू नहीं कियावे डेटा सेट के साथ शुरू करते हैं और उन्होंने कहा क्योंकि आपको रिव्यू डेटा सेट से बहुत सारी ऑपिनियंस मिली हैं तो चलिए कुछ रिव्यू डेटा सेट लेते हैं अब रिव्यू डेटा सेट में वे हैं तो हाइपोथेसिस क्या थी इसलिए कुछ प्रकार की नाउन फ्रेसिस द्वारा ऑपिनियंस व्यक्त की जाएगीकुछ एडजेक्टिवस हैं वे कुछ नाउन हैं और उन लोगों से जुड़ी ऑपिनियंस होगी तो आइए इन नाउन फ्रेसिस निकालने के साथ शुरू करें जो इस कॉर्पस में बहुत घटित हो रहे हैं एक बार हमारे पास नाउन फ्रेसिस का एक अच्छा सेट है तो मैं उन के साथ जुड़े कुछ प्रकार की सेंटीमेंट का पता लगाने की कोशिश करूंगा आइए देखें कि उन्होंने ऐसा कैसे किया तो आप पहले समीक्षाओं में से एक फ्रेजल लेक्सिकॉन निकालें और फिर यहां प्रत्येक फ्रेस के लिए पोलैरिटी सीखने की कोशिश करते हैं एक बार जब आप पोलैरिटी सीख चुके होते हैं तो आप अगले कार्य पर जा सकते हैं जो यह पता लगाता है कि इस रिव्यू की रेटिंग क्या होगी मान लीजिए यह एक प्लेन टेक्स्ट है जिसमें कोई रेटिंग नहीं है आप रिव्यू को रेटिंग देने के लिए रिव्यू से सेंटीमेंट का उपयोग कर सकते हैं चाहे वह पॉजिटिव रिव्यू हो या नेगेटिव रिव्यू तो एक दिलचस्प बात यह थी कि कैसे उनके फ्रेसएल लेक्सीकौन का निर्माण शुरू किया जाए इसलिए उन्होंने रिव्यू में होने वाले किसी भी नाउन फ्रेस को नहीं लिया उन्होंने कुछ पैटर्न मैन्युअल रूप से देखे कि कैसे टेक्स्ट में महत्वपूर्ण सेंटीमेंट ओपिनियन फ्रेसिस आते हैं किस प्रकार के पैटर्न हैं और उन्होंने कुछ पैटर्न बनाए जैसे कि पहला शब्द एक जे जे होना चाहिए और एक एडजेक्टिव दूसरा शब्द एनएन या एनएनएस हो सकता है और निकाला हुआ तीसरा शब्द कुछ भी नहीं है जब भी वे पहले शब्द को एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में पाते हैं वे सभी कॉर्पस के साथ एनएन या एनएनएस के साथ दूसरे शब्द को वे निकाल देंगे भले ही वे लेक्सिकॉन को फ्री कर दें चाहे वह तीसरा शब्द हो उन्होंने अन्य नियमों का निर्माण किया जैसे कि अगर यह एडवर्ब में हैदूसरा शब्द एक एडजेक्टिव है और तीसरा शब्द नाउन या एनएनएस नहीं है वे इसे अपने फ्रेसएल लेक्सीकौन में लेंगे इसी प्रकार पहला और दूसरा शब्द दोनों एडजेक्टिव हैं तीसरा शब्द एनएन या एनएनएस नहीं है वे इसे लेंगे पहला शब्द एनएन या एनएनएस है दूसरा शब्द एडजेक्टिव है और फिर अगला शब्द एनएन या एनएनएस नहीं है फिर से वे इसे अपने फ्रेसएल लेक्सीकौन में ले लेंगे और इस तरह उनका एक और नियम एडजेक्टिव और एक क्रिया होगी इसलिए मेरे लेक्सिकॉन में जो भी फ्रेसिस या कन्ज्यूगेटइव शब्द हैं मेरे लेक्सिकॉन इन रेगुलर एक्सप्रेशन का अनुसरण कर रहे थे जो पार्ट ऑफ स्पीच में टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे थे जो उन्होंने अपने वाक्यांश कोश में लिया था फिर से यह एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है आप कुछ उदाहरण अपने दम पर ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का सामान्य पैटर्न क्या होता है और आपके अनुसार यह परिभाषित करता है कि आप कैसे अपने फ्रेसएल लेक्सीकौन को निकालेंगे तो अब एक बार जब वे अपने फ्रेसएल लेक्सीकौन एक्सट्रैक्ट करते हैंअगला कार्य यह होगा कि वे उन्हें कुछ सेंटीमेंट स्कोर कैसे दें जो हाइपोथेसिस वे कह रहे थे उनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे इनमें से कुछ नेगेटिव होंगे इसलिए जो भी पॉजिटिव है वह संभवतः एक्सीलेंट जैसे शब्द के साथ होगा और जो भी नेगेटिव होगा वह पुअर जैसे शब्दों के साथ होगा तो हम इस को ऑक्युरेंस को कैसे मापते हैं यह कितनी बार एक्सीलेंट के साथ आ रहा है और यह कितनी बार पुअर के साथ आ रहा है लैक्सिकोन के इन शब्दों में से प्रत्येक को एक सेंटीमेंट पोलैरिटी देना है तो यहां फिर से आप कॉर्पस का उपयोग कर सकते हैं आप एक बड़े कॉर्पस को ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक फ्रेस कितनी बार एक्सीलेंट और पुअर के साथ होता है लेकिन एक सिंपल काउंट काम नहीं करेगी हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड का उपयोग करना होगा तो क्या आपको ऐसा कोई उपाय याद है जिसकी चर्चा हमने इस कोर्स में की हो इसलिए यह पता लगाने के लिए कि वे को ऑक्युरेंसके प्रति कितने कॉमन हैं यदि आपको याद है कि हमने पॉइंट वाइज म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात की है इसलिए आप इन एक्सीलेंट और पुअर के साथ प्रत्येक शब्द की पॉइंट वाइज म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मैं इस मेथड का उपयोग यह जानने के लिए करूंगा कि एक फ्रेसएल लेक्सिकॉन के बीच पीएमआई क्या है और एक्सीलेंट फ्रेसएल शब्द और फ्रेसएल शब्द पुअर उन्हें यह पीएमआई वैल्यू कैसे मिलेगी आप हमेशा इसके लिए एक कॉर्पस का उपयोग कर रहे हैंलेकिन उन्होंने कुछ दिलचस्प भी किया उस समय मुख्य सर्च इंजन अल्ताविस्टा था उन्होंने जो कुछ किया वह इन प्रश्नों को अल्ताविस्टा पर आजमाया तो उन्होंने कहा ठीक है इसलिए वे तीन चीजों का एस्टीमेट लगाते हैं शब्द एक्सीलेंट की प्रोबेबिलिटी और शब्द पुअर और एक्सीलेंट की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी और वे उपयोग कर रहे थे कि अल्ताविस्टा इंजन द्वारा कितने शब्द या दो शब्द एक साथ मिल रहे हैं जो फिर से इस शब्द की प्रोबेबिलिटी और को ऑक्युरेंस घटना प्रोबेबिलिटी कंप्यूटिंग का एक अच्छा तरीका है तो यह आपको पता लगाने के लिए एक क्वेरी देता है कि सर्च इंजन आपको कितने हिट दे रहा है मुझे एक प्रोबेबिलिटी शब्द मानना करना हैमैं देखता हूं कि शब्द को कितने हिट इंजन द्वारा मिलेंगे एन से डिवाइड होकर शब्द से प्रोबेबिलिटी शब्द फिर से कितने हिट शब्द 1 के पास शब्द 2 हैं अब एक बार मेरे पास ये दो मापदंड हैं मैं आसानी से पीएमआई स्कोर की गणना कर सकता हूं तोफ्रेस की पोलैरिटी क्या है फ्रेस की पीएमआई एक्सीलेंट के साथ माईनस पीएमआई ऑफ द फ्रेस पुअर के साथ जो आपको यह पार्टीकूलर एक्सप्रेशन देता है यदि आप चाहते हैं तो हम जल्दी से इसे कागज पर कर सकते हैं इसलिए हमें पीएमआई फ्रेस एक्सीलेंट मे से पीएमआई फ्रेस पुअर को माइनस करना होगा तो यह हमें प्रोबेबिलिटी फ्रेस एक्सीलेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फ्रेस प्रोबेबिलिटी एक्सीलेंट के लॉग से मिलेगा तो यह प्रोबेबिलिटी फ्रेस पुअर प्रोबेबिलिटी बन जाएगा जो पीएमआई के रूप में सामने आएगा और फिर आप तुरंत कह सकते हैं कि यह रिपीट हो रहा है तो आपके पास यह केवल एक लॉग प्रोबेबिलिटी फ्रेस एक्सीलेंट है और यह आपको एक्सीलेंट के पास हिट फ्रेस का उपयोग करके प्राप्त होता है इसी तरह पुअर के पास फ्रेस यह एक्सीलेंट के लिए हिट है पुअर के लिए हिट और इस तरह से आपको फ्रेस की यह पोलैरिटी मिलती है और आप उन सभी वाक्यांशों के लिए यह करते हैं जो आपने अपनी ओपिनियन लेक्सिकॉन में लिए हैं आप इसके लिए किसी प्रकार की पोलैरिटी प्राप्त करते हैं यह फ्रेस एक्सीलेंट के साथ भी और पुअर के साथ भी आते हैं इसलिए यदि आप एक थम्स अप रिव्यू से देखते हैं वे कौन से डिफरेंस हैं जो उन्होंने शब्द प्राप्त किए हैं जैसे ऑनलाइन सर्विस इस पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग जेजे एनएन पोलैरिटी 28 ऑनलाइन एक्सपीरियंसजेजे एनएन23डायरेक्ट डिपॉजिट जेजे एनएन13 के साथ और फिर उन्हें पता चला कि प्रत्येक फ्रेस का एवरेज पोलैरिटी स्कोर क्या है जो उन्हें मिला जो 032 है आप देख सकते हैं कि कुछ नेगेटिव उदाहरण भी थे जैसे लो ट्रू सर्विस लेकिन शायद नेगेटिव नहीं लेकिन असुविधाजनक रूप से पहले नकारात्मक स्थित थे और उन्हें माइनस 15 प्राप्त हुआ है इसलिए थम्स अप रिव्यू में भी उन्हें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उदाहरण मिले लेकिन उन्हें जो एवरेज मिला वह सकारात्मक 032 था इसी तरह उन्होंने नेगेटिव के लिए प्रोडक्ट साइट से थम्स डाउन रिव्यू दिए और जब वे फिर से कुछ इस तरह थे जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट ऑनलाइन वेब वेरी हेंडी विद पॉजिटिव पोलैरिटी वे नेगेटिव पोलैरिटी जैसे वर्चुअल मोनोपोली लेसर इविल लो फंड अनइथिकल प्रैक्टिसेज और आप देख सकते हैं कि उनके मेथड्स से आपके पास बहुत ही नेगेटिव सकोर हैं और यह बहुत अच्छा था इसलिए यह एक बहुत ही रोचक अप्रोच थी तो इसके द्वारा वे इस तरह के फ्रेस प्राप्त करने में सक्षम थे और उन्हें पोलैरिटी वैल्यू के साथ टैग भी किया तो ये कुछ एल्गोरिदम हैं लिटरेचर में कई अन्य एल्गोरिदम हैं लेकिन एक अन्य मेथड जिसे आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं वह है अपने वर्डनेट का उपयोग करना इसलिए आप सभी जानते हैं वर्ड़नेट हमने उसके बारे में बात पहले लेक्चर में की थी आप वर्डनेट का उपयोग कैसे करते हैं तो फिर से आइडिया बूटस्ट्रैपिंग है वर्ड़नेट में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट शब्दों का पता लगाएं मान लीजिए आपको पता है कि यह शब्द पॉजिटिव है यह शब्द नेगेटिव है तो आप वहां से बूटस्ट्रैप कैसे करते हैं आप अधिक शब्द कैसे खोजते हैं एक साधारण बात जो आप सोच सकते हैं वह है इस शब्द के सभी समान शब्दों का पता लगाना तो सभी समान शब्द भी एक पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे यदि यह पॉजिटिव है अगर यह नेगेटिव है तो उन्हें एक नेगेटिव पोलैरिटी दी जा सकती है यह एक तरीका है तब आप विपरीत शब्दों का पता लगा सकते हैं और उन्हें नेगेटिव पोलैरिटी दे सकते हैं यदि यह पॉजिटिव है तो इसे विपरीत होना चाहिए नेगेटिव पोलैरिटी दी जानी चाहिए यदि यह नेगेटिव है तो विपरीत शब्दों पॉजिटिव पोलैरिटी प्रदान करते हैं और एक बार जब आप अधिक सीड सेट प्राप्त करते हैं तो आप वहां निर्माण जारी रख सकते हैं तो यह वर्ड़नेट का उपयोग करके एक अप्रोच हो सकती है आप कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सीड शब्द बनाते हैं तो पॉजिटिव जैसे गुड और नेगेटिवजैसे टेरिबल है तो एक बार सीड सेट करने के बाद आपको समान और विपरीत शब्द मिलते हैं जो भी पॉजिटिव शब्द के समान हो जैसे गुड आप पॉजिटिव सेट में जोड़ें और जो भी नेगेटिव शब्द के विपरीत शब्द हैं जैसे टेरिबल आप फिर से पॉजिटिव सेट में जोड़ें और आप नेगेटिव सेट के लिए रिवर्स करते हैं इसलिए नेगेटिव शब्दों के समान और पॉजिटिव शब्दों के विपरीत शब्दों को जोड़ें तो आप पॉजिटिव सेट में वेल प्राप्त करेंगे और नेगेटिव सेट में आवफुल और ईविल होंगे और यह आप अब और रिपीट कर सकते हैं आपके पास अधिक शब्द हैं आप उन्हें दोहराते रह सकते हैं और आप कुछ नए सीड सेट बना सकते हैं जब भी आपको लगे कि यह मुझे उस उदाहरण के लिए नहीं दे रहा है आप कुछ और सीड सेट बना सकते हैं और यह फिर से अपनी ओपिनियन लेक्सीकौन बूटस्ट्रैपिंग शुरू करने के लिए निर्माण की कुछ सरल अच्छा मेथड हो सकता है आप डिफरेंट अप्रोचिस को एक साथ जोड़ सकते हैं आप वर्ड़नेट से कुछ शब्द शुरू करते हैं दूसरी अप्रोच पर जाएं पहला अप्रोच जो हमने उपयोग करने के बारे में बात की आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं और फिर वर्डनेट पर जा सकते हैं और अधिक समान शब्द ढूंढ सकते हैं इसलिए दोनों संभव हैं और फिर से कई और मेथड हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ दिलचस्प विचार होंगे जिनका उपयोग आप अपनी लेक्सिकॉन के निर्माण के लिए कर सकते हैं यह इस लेक्चर के बारे में था हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि आप ट्रेंड में उपयोग किए जा रहे विभिन्न शब्दों के बारे में कुछ अच्छे रिव्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं1 से 10 रेटिंग के साथ रिव्यू करें कि विभिन्न शब्द कैसे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और किन अच्छे तरीकों से आप सेंटीमेंट लेक्सीकौन का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में हमने बात की है इसलिए मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा